तो AVR टाइमर काउंटर 0 इसे अपना आईबी टाइमर मिला है और अगर क्लॉक का स्रोत बाहरी है तो यह एक काउंटर के रूप में कार्य करेगा और कई महत्वपूर्ण विशेषता इसके पास हैजैसे कीआउटपुट कंपेयर मैच है इसलिए मूल रूप से जब टाइमर चल रहा है या काउंटर काम कर रहा है तो आप कुछ मध्यस्थ मान रख सकते हैं जिस पर आप एक मैच निर्धारित करना चाहते हैं उदाहरण के लिए अगर मुझे 2 गतिविधियाँ E 1 और E 2 निर्धारित किया जाएगा हम जो चाहते हैं कि यह ई 1 और ई 2 उन्हें मान लीजिए 10 सेकंड और 20 सेकंड के बाद बनाया गया है सामान्य रूप से 8051 प्रकार के ऑपरेशन के लिए आपको जो करना है वह है कि आपको 2 अलग अलग टाइमर का उपयोग करना होगा और एक 10 सेकंड के लिए और दूसरे को 20 सेकंड के लिए उपयोग करना होगा और तदनुसार 2 इवेंट उत्पन्न करना होगा और ओवरफ्लो का पता लगाना होगा और उन इवेंट को अनुसूची करना होगा हालांकि एवीआर माइक्रोकंट्रोलर के मामले में यह सुविधा वहां है जहां हमें एक और रजिस्टर मिला है जिसे आउटपुट कंपेयर मैच कहा जाता है आउटपुट कंपेयर रजिस्टर ओसीआर तो यह OCR है आप इस मान को 10 को शुरू में लोड कर सकते हैं तो टाइमर शुरू करें और यह 10 तक जायेगा यह TCNT 0 यह इस OCR 0 के साथ मैच करेगा और तदनुसार यह OC 0 आउटपुट यह आउटपुट 1 बनाया जाएगा तो आपको यह जानकारी मिलती है कि यह इवेंट सक्रिय करने का समय है E1 को सक्रिय करें और बाद मे फिर आप मान 20 के साथ इस OCR 0 को पुनः लोड कर सकते हैं तो फिर से जब गिनती 20 तक पहुंचती है तो आपको एक और मैच मिलेगा और फिर आप गतिविधि ई 2 शुरू कर सकते हैं इसलिए यह इस तरह से उपयोगी है क्योंकि मैं अलग अलग समय पर कई गतिविधि शुरू कर सकता हूं जो एक ही टाइमर द्वारा नियंत्रित होते हैं तो यह TCNT के साथ यह सुविधा है यह TCNT 0 रजिस्टर है और यह OCR 0 रजिस्टर है एक और टाइमर जो हमारे पास एक 16 बिट टाइमर है वह 16 बिट टाइमर टाइमर काउंटर एकTimer Counter 1 है तो 16 बिट टाइमर इसके के पास दोहरी कंपैरेटर ए और बी है यहां 2 आउटपुट कंपैरेटर ए और बी है और यह अप काउंटर हैं हमें पिछले उदाहरण में केवल एक ही कंपैरेटर OCR 0 मिला है लेकिन यहाँ मुझे 2 कम्पैरिज़र A और B मिले हैं अन्यथा यह दोनों समान है और अप काउंटर है ओवरफ्लो पर इंटरप्ट यह सुविधा है ए और बी के साथ कंपैरिजनयहां ओसीआर रजिस्टर है बाहरी घटनाओं का यह इनपुट कैप्चर आईसीपी पिन पर है तो आप इस बाहरी घटना को कैप्चर करते हैं तदनुसार आप इसे लोड कर सकते हैं यह पल्स विड्थ मॉडुलेशन सुविधाएं प्रदान कर सकता है 8 9 या 10 बिट पल्स विड्थ मॉडुलेशन अप काउंटर के साथ तो इस AVR के इस काउंटर को PWM के रूप में मॉडल किया जा सकता है इसलिए हम इसे धीरे धीरे देखेंगे फिर यह इनपुट कैप्चर यूनिट बाहरी घटनाओं को कैप्चर करता है और उन्हें एक टाइमस्टैंप देता है जो उनके होने के समय का संकेत देगा तो जब वह बाहरी घटना घटती है तब वह समय कैप्चर हो जाएगा बाहरी घटना संकेत जो एक घटना या कई घटनाओं का संकेत हो ICP एक पिन द्वारा लागू किया जा सकता है या यह इस AD कनवर्टर एनालॉग टू डिजिटल कनवर्टर के माध्यम से हो सकता है तो एनालॉग कंपैरेटर मॉड्यूल का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है इस टाइमस्टैंपको हम नोट कर सकते हैं और हम फ्रीक्वेंसी ड्यूटी साइकिल की गणना के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं इसलिए जैसा कि मैं आपको पिछली कक्षा में बता रहा था कि आप सिग्नल के 2 अलग अलग बिंदुओं को कैप्चर कर सकते हैं और तदनुसार आप बता सकते हैं आप सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं या आप सिग्नल के ड्यूटी साइकिल को निर्धारित कर सकते हैं इसलिए इस प्रकार के एप्लिकेशन को किया जा सकता है इसका उपयोग इवेंट के लॉग बनाने के लिए भी किया जा सकता है जैसे कि जब मैं कहता हूं कि मैं कन्वेयर बेल्ट पर आने वाली वस्तुओं की गिनती कर रहा हूं और मैं भी एक नोट लेना चाहता हूं जब आइटम वास्तव में इस पॉइंटपर आए तो इस तरह मैं इसी टाइम स्टैम्प को नोट करके ऐसा कर सकता हूं तो AVR टाइमर एक को 2 कंपेयर आउटपुट OCR 1A और OCR 1B मिला है तो वे 16 बिट रजिस्टर हैं क्योंकि टाइमर 1 खुद 16 बिट है तो ये भी 16 बिट रजिस्टरों OCR 1A और OCR1 B के मान टाइमर1 के साथ मैच होने पर एक उपयोगकर्ता परिभाषित कार्रवाई इस OCA OC 1 A और OC 1 B पिन पर होगी तो क्रियाएँ सेट क्लियरया इन्वर्ट हो सकती है इसलिए हम इसे इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि जब यह मैच होता है तो विशेष पिन सेट किया जाएगा यह क्लियरहो जाएगा या इसे इन्वर्ट किया जाएगा तो एक और गतिविधि एक इंटरप्ट को भी उत्पन्न किया जा सकता है तो आप प्रोसेसर को बता सकते हैं कि जब यह टाइमर OC रजिस्टर में सेट इस विशेष मान पर आता है तो आप इससे इंटरप्ट को ट्रिगर कर सकते हैं या टाइमर 1 को 0 पर क्लियर किया जा सकता है यह भी एक और गतिविधि है एक बार आउटपुट को सेट करने के बाद सॉफ्टवेयर के हस्तक्षेप के बिना लगातार आउटपुट को कंपेयर करता है तो आप बस इसे एक बार प्रोग्राम करते हैं और उस बिंदु से यह जारी है यह सटीक आवर्ती समय के लिए अच्छा है जैसे आपको समय समय पर कुछ आवधिक अंतराल के बाद कुछ इवेंट करनी होती है तो आप इस ऑपरेशन को कर सकते हैं आप इस टाइमर 1 की मदद ले सकते हैं और इस OCR 1 A या 1 B रजिस्टरको तदनुसार लोड कर सकते हैं तो यह कि आवधिक अंतराल पर आपको एक संकेत मिलता है कि यह उस आवधिक ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी या टोन उत्पन्न करने का समय है अलग अलग ध्वनियाँ जो आप समय के विभिन्न बिंदुओं पर उत्पन्न करना चाहते हैं वह किया जा सकता है और डिजिटल सिग्नल अवरक्त संचार सॉफ्टवेयर संचालित सीरियल पोर्ट के लिए उत्पन्न किया जा सकता है तो उस प्रकार के प्रयोग भी कर सकते है तो आप नियंत्रण संकेत उत्पन्न कर सकते हैं इसलिए विशेष रूप से जब हमें आवधिक अंतराल पर या कुछ निश्चित समय बिंदुओं पर कुछ हैंडशेकिंग संकेतों को विकसित करना होता है तो आप इन टाइमर का उपयोग कर सकते हैं तो टाइमर का एक उपयोग पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए भी किया जा सकता है तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या है तो यह आरेख दिखाता है कि यह कैसे हो रहा है आप देखते हैं कि यह एक त्रिकोणीय चौड़ाई है और यहां 2 मान हैं एक पल्स का निम्न मूल्य है हम एक मान निर्धारित करते हैं जब यह संकेत इस बिंदु से नीचे जाते हैं जब यह त्रिकोणीय लहर इस सेट मूल्य से नीचे चला जाता है हम एक उच्च पल्स उत्पन्न करते हैं तो यह संकेत निम्न से उच्च पर एक संक्रमण बनाता है इस बिंदु पर संकेत निर्धारित मूल्य से नीचे जा रहा है तो यह उत्पन्न हो रहा है यह उच्च होता जा रहा है अब कुछ समय के बाद सिग्नल फिर से बढ़ जाएगा और यह निर्धारित मूल्य को क्रॉस करता है तो इस बिंदु पर सिग्नल कम की तरफ जाता है तो आप देखते हैं कि यदि मैंने इसे सेट किया है कंपैरेटर के मान के रूप में तब जब भी सिग्नल इस से अधिक होता है आउटपुट का मान 0 होता है और जब भी यह त्रिकोणीय तरंग का मान कम होता है इस सेट मान से तब आउटपुट का मूल्य 1 होता है तो आप इस तरह से एक पल्स प्राप्त करते हैं यदि आप इस डीसी स्तर को बदलते हैं आपके पास अलग अलग पल्स की चौड़ाई हो सकती है उदाहरण के लिए इस बिंदु पर डीसी स्तर का मान बदल देते हैं इस मान से उस मान की तरफ जब हम यह बदलते हैं तो तदनुसार कट ऑफ प्राप्त होगा तो इस निम्न से उच्च संक्रमण तब होगा जब पल्स त्रिकोणीय तरंग इस बिंदु पर होगा और इसी तरह त्रिकोणीय लहर इस बिंदु पर होने पर यह कम हो जाएगी तो इस तरह से हम इस पल्स विड्थ मॉडुलेशन को उत्पन्न कर सकते हैं तो यह मोटर चलाने के लिए या एलईडी चमकाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है इसलिए यदि आपको कई बार संचार उत्पन्न करना है तो यह पल्स विड्थ मॉडुलेशन आवश्यक है इसलिए जब भी आपको इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता हो तो आप कर्रिएर सिग्नल फीचर को बदल सकते हैं बेस सिग्नल के आधार पर तो यहाँ बिंदीदार रेखा बेस सिग्नल है वह कर्रिएर सिग्नल फीचर को बदल देते हैं जब कर्रिएर इसे पार कर रहा होता है तो वे बड़े आकार की पल्स पैदा कर रहे होते हैं जब बेस मूल्य कंपेयर मूल्य अधिक होता है तो यह है कि इस पल्स विड्थ मॉडुलेशन आउटपुट के 2 चैनल मिले हैं या ओसीआर 1 ए और ओसीआर 1 बी तो यह कई अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है इसलिए यह विशेष सुविधा हमारे पास अन्य माइक्रोकंट्रोलर में नहीं है जैसे कि 8051 में इसलिए समय नियंत्रण तो आपने देखा है कि यहां एक टाइमर 0 रजिस्टर है एक टाइमर 1 रजिस्टर है तो टाइमर 0 रजिस्टर को क्लॉक चयन के लिए एक कंट्रोल रजिस्टर टीसीसीआर 0 मिला है जो बाहरी क्लॉक या आंतरिक क्लॉक है फिर वहां प्रस्कैलर है वह बिंदु जिससे वह शुरू होगा फिर टाइमर काउंटर 0 तो यह काउंटर वैल्यू को होल्ड करेगा तो ये टाइमर 0 के लिए प्रासंगिक 2 रजिस्टर हैं टाइमर 1 के लिए हमें 2 कंट्रोल रजिस्टर TCCR 1A और 1B मिला है इसी तरह हमें 2 काउंट मिले हैं तो काउंट मूल्य वहाँ TCNT 1 है यह काउंट मूल्य है तो आपके पास यह इनपुट कैप्चर रजिस्टर ICR 1 हो सकता है जहां किसी बिंदु पर कैप्चरिंग इनपुट है तो टाइमर काउंटर वन आउटपुट कंपेयर रजिस्टर ए और बी तो यह ओसीआर रजिस्टर टाइमर 0 के लिए था यहां हमें OCR 1 A और OCR 1 B भी मिला है यहां हमें टाइमर 0 में एक और रजिस्टर मिला है जो OCR 0 है इसलिए यह स्पष्ट रूप से यहां नहीं लिखा गया है इसलिए इस आउटपुट कंपैरिजन के लिए हमारे पास एक और रजिस्टर था और फिर टाइमर इंटरप्ट रजिस्टर दोनों टाइमर उन्हें मास्क और फ्लैग रजिस्टर मिला है वे यहां विस्तृत नहीं हैं लेकिन आप उन लोगों के लिए इंटरकप्ट को मास्क कर सकते हैं तो यह उपयोगी हो सकता है जैसे कि 8051 में हमने देखा है कि हम भी उस चीज को कर सकते हैं इसलिए यदि आप इंटरप्ट को देखते है तो इंटरप्ट किसी भी संवेदनशील काम को करने के लिए किसी भी सामान्य कोड को रोकता है तो हमें यह इंटरप्ट हैंडलर मिला है इसलिए वह इंटरप्ट सर्विस रूटीनयहां पर इंटरप्ट हैंडलर है जो इंटरप्ट वेक्टर के लिए तो हम इंटरप्ट का उपयोग टाइमर को रिसेट करने के लिएसमय महत्वपूर्ण कोड हार्डवेयर सिगनलिंग जैसे कि हार्डवेयर में कुछ होता है तो इस तरह से आप यह संकेत दे सकते हैं तो अन्य इंटरप्ट की तरहयहां पर बाहरी पिन उपलब्ध है उस इंटरप्ट को डालने के लिए तो हमारे अन्य प्रोसेसर के पास यह चीज है यह इंटरप्ट वैक्टर हैं तो वेक्टर नंबर 0 रीसेट है यह बाहरी पिन पावर ऑन रीसेट ब्राउनआउट रीसेट है तो ये वे सभी हैं जो इस रीसेट पर आएंगे तो कई बिंदु जिनके द्वारा यह रीसेट आ सकता है फिर INT 0 और INT 1 ये 2 बाहरी इंटरप्ट हैं ठीक तो उनकी वेक्टर संख्या 2 और 3 हैं तो यह टाइमर काउंटर 2 कंपेयर मैच टाइमर काउंटर 2 ओवरफ्लो टाइमर काउंटर 1 कंपेयर मैच है तो इस तरह से हमें ये सभी टाइमर काउंटर ओवरफ्लो मैच इंटरप्ट मिले हैं ठीक तो ये वहाँ हैं फिर सीरियल ट्रांसफर कम्पलीट स्पि एसटीसी प्रकार की चीज होती है फिर यूआरटीउनका इंटरप्ट तो एडीसी में एक इंटरप्ट है तो इस तरह से हमारे पास कई इंटरप्ट स्रोत हो सकते हैं और इस AVRमाइक्रोकंट्रोलर के मामले में यहाँ यह 21 ऐसे वेक्टोरेड लोकेशन जहाँ इंटरप्ट लैंड कर सकते हैं और प्रत्येक स्थान जिसे आप देखते हैं उसमें 2बाइट है तो 000 और 001 वे रीसेट के लिए वेक्टर पता धारण करेंगे तोयहां जंप इंस्ट्रक्शन होना चाहिए जो 2 बाइट चौड़ा होगा और जो अन्य प्रोसेसर की तरह ही वास्तविक ISR प्रविष्टियाँ रखेगा इसलिए हर जगह आप देखते हैं कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन एड्रेस को होल्ड करने के लिए 2 बाइट्स का गैप है तो हमारे पास वॉचडॉग टाइमर है तो यह एक वॉचडॉग टाइमर है जिसे एक अलग ओनचिप ओसीलेटर से क्लॉक दिया जाएगा जो 1 मेगा हर्ट्ज़ पर है इसलिए वॉचडॉग टाइमर में यदि इनमें से कोई भी घटना होती है तो यह इस MCU को रीसेट भेज देगी तो इसलिए यह वॉचडॉग टाइमर ओवरफ्लो स्थिति में ऐसा होगा कि यह इस रीसेट पर आ जाएगा यह आउटपुट 1 होगा इसलिए यह आउटपुट 1 है तो यह प्रोसेसर को रीसेट भेज देगा तो इस तरह से यह वॉचडॉग टाइमर उपयोगी है जब हमें कुछ गतिविधि मिली है जो कुछ समय के भीतर पूरा होने की संभावना थी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में उन मामलों में हम वॉचडॉग टाइमर उपयोग कर सकते हैं इस ऑपरेशन को करने के लिए तो इस तरह से इस एवीआर माइक्रोकंट्रोलर को कई दिलचस्प विशेषताएं मिली हैं अगर 8051 या एआरएम से तुलना करें हमें कई दिलचस्प सुविधाएँ मिली हैं और इसीलिए उनके बहुत सारे उपयोग भी हैं जिन्हें आप अलग अलग नामी एप्लिकेशनों में पा सकते हैं